सुप्रभात मित्रों अभी तक हमने विंग्स एयरोफॉयल विंग प्लानफॉर्म और उनके महत्व पर दृष्टि डाली विंग टिप्स के विभिन्न आकारों और उनके गुण अवगुणों पर डिज़ाइनर की दृष्टि से चर्चा की एस्पेक्ट रेश्यो पर चर्चा करते हुए उससे जुड़े कनार्ड पर चर्चा की और इन पर चर्चा करते समय हम मूलत लिफ्टिंग कनार्ड के विषय में चर्चा करते हैं ऐसे भी कनार्ड हैं जो मुख्य रूप से लिफ्टिंग सतह की जगह नियंत्रक सतह की तरह होते हैं इनका एस्पेक्ट रेश्यो इतना ऊंँचा नहीं हो सकता अभी तक हमने इन पर केवल दृष्टिपात किया है और जब स्थिरता और नियंत्रण के लिए इन सभी को परखेंगे और देखेंगे कि एक विशेष संरचना के लिए कौन योग्य होता है इसके साथ ही हम अधिक लोकप्रिय टेल कंफीग्रेशन पर भी आएंगे शुरुआत करने के लिए विभिन्न प्रकार की अभियंता की टेलों के स्थान पर मैं पारंपरिक टेल और एक टी टेल पर चर्चा करूंँगा और उनके गुणों अवगुणों पर प्रकाश डालूंँगा उनके उद्भव के कारणों की बात करूंँगा दूसरी किसी संरचना की चर्चा उचित समय पर करेंगे जब हम टेल की बात करते हैं मेरा अभिप्राय है पारंपरिक टेल तो मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टल टेल से या पारंपरिक विमान पर लगी हॉरिजॉन्टल टेल पर जो क्षैतिज नियंत्रक है और एक वर्टिकल टेल भी होता है जो लंबरूप नियंत्रक है पारंपरिक टेल को देखने के लिए वायुयान इस तरह से है और यह वर्टिकल टेल एक दिशा नियंत्रक रडर है और यहांँ हॉरिजॉन्टल टेल है या एक एलीवेटर है और यहांँ विंग है और संभवत यहाँ इंजन है और अगर मैं समक्ष से देखूँ तो यह ऐसा दिखेगा और यह एक पारंपरिक टेल है आप युवाओं के बीच खोजें या आप डिज़ाइन विकास में देखें यह प्रचलित टी टेल है जो कि विशेषकर मेरा इम्पानेज है और यहांँ है वर्टिकल टेल हॉरिजॉन्टल टेल यहांँ स्थित होगी तब सामने से देखने पर वर्टिकल टेल हॉरिजॉन्टल टेल के ऊपर दिखेगी इससे हम परिचित हैं सर्वप्रथम हम स्वयं से एक प्रश्न पूछें कि हॉरिजॉन्टल टेल की क्या आवश्यकता है और जब आप जान जाते हैं कि क्यों चाहिए तब अगला प्रश्न कि हमें यह कितना चाहिए कौन निर्णय करेगा पहले प्रश्न को हम पहले लेंगे आपको टेल की क्या आवश्यकता है अगर आप हमारा स्थिरता और नियंत्रण पर भाषण को दोहराएँगे आप तुरंत उत्तर दे सकेंगे अगर यह मेरी फ्यूजलाज है और यह विंग है और मान ले कि यहांँ CG है और कहते हैं यहांँ एयरोडायनेमिक सेंटर है और यह वर्टिकल टेल हॉरिजॉन्टल टेल मूल रूप से लोंगिट्यूडनल प्लेन में स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए है हम यह भी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेल पारंपरिक विमानों के लिए नितांत आवश्यक है क्योंकि इसके भीतर एलीवेटर होता है वास्तव में हॉरिजॉन्टल टेल अंशत या पूर्णत एलीवेटर का काम करती है जिसकी आवश्यकता वायुयान को ऊपर नीचे करने के लिए होती है अगर मैं इस एलीवेटर को ऊपर करूंँ तो विमान CG के प्रति घूमेगा और इस दिशा को पिच अप कहते हैं एक होती है स्टैटिक स्टेबिलिटी अगर आप याद करेंगे पिचिंग मोमेंट Cm विरुद्ध 𝛼 तो छोटे एंगल ऑफ़ अटैक के लिए परिवर्तन उस तरह का होता है जहांँ यह बिंदु Cm 0 ट्रिम पॉइंट होता है जिस पर उस 𝛼 पर आप उड़ना चाहते हैं अर्थात एक दी गई ऊंँचाई पर एक ख़ास गति के साथ आपने अपना 𝛼 चुन लिया है ताकि यथेष्ट लिफ्ट पैदा हो जिससे भार संतुलित रहे और क्यों कहते हैं स्टैटिक स्टेबिलिटी क्योंकि किसी कारण से ऊपर 𝛼 में परिवर्तन होता है तो यह स्वयं ही ऋणात्मक मोमेंट पैदा करता है जो वायुयान को ट्रिम 𝛼 तक जाने में सहायक होती है यह ऋणात्मक विस्थापन कौन बनाता है यह मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टल टेल की मूल जिम्मेदारी है एंगल ऑफ़ अटैक में परिवर्तन के साथ ही यह लिफ्ट फोर्स यहांँ पैदा होती है इस तरह हॉरिजॉन्टल टेल स्टैटिक स्टेबिलिटी के विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी में एलिवेटर व्यवस्थित होता है यह है हॉरिजॉन्टल टेल मेरा उसका एक भाग ऊपर नीचे जा सकता है और यह एलीवेटर का काम करता है और इसकी एलिवेटर क्षमता निर्भर करती है टेल एरिया St और एलीवेटर एरिया के अनुपात पर सत्य में ऐसे भी वायुयान हैं जिन पर टेल नहीं होती जैसे की विशेषतः फ्लाइंग विंग फ्लाइंग विंग उड़ने के लिए आपको सुनिश्चित करना है कि उसकी एक रिफ्लेक्स एयरोफॉयल हो यह श्री मान सकारात्मक है और एयरोडायनेमिक सेंटर भी गुरुत्व केंद्र के पीछे है मैं फ्लाइंग विंग की तरफ नहीं हटूंँगा अभी मैं पारंपरिक विमानों की बात करूंँगा और मेरा इसलिए पारंपरिक वायु यान पर वापस आकर आप देखते हैं कि अगर मैं उस ट्रिम पर उड़ना चाहता हूँ तो मुझे सुनिश्चित करना होगा कि न केवल स्लोप डिज़ाइन की गई मात्रा तक ऋण आत्मक है बल्कि यह भी कि अल्फा शून्य पर Cm को 0 से अधिक होना चाहिए Cm0 0 और सच कहा जाए तो दी गई स्लोप के लिए उसका निश्चित मान होना चाहिए जिससे उस अल्फा पर एक ट्रिम हो सके इसलिए Cm0 को धनात्मक होना चाहिए और Cm0 की धनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग बहुत हद तक हॉरिजॉन्टल टेल पर निर्भर करते हैं और आप जानते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल टेल है हम लोग हॉरिजॉन्टल टेल को एक सेटिंग एंगल 𝑖t देने का प्रयास करते हैं जो कि ऋण आत्मक है और 2 से 4 डिग्री के आर्डर का है उससे यह सुनिश्चित करना है कि अल्फा के 0 के बराबर हो जाने पर यह यहांँ एक बल पैदा करता है और CG मान ले यहांँ है यह आपको देगा Cm0 Cm00 परंतु किसी भी अपेक्षित 𝐶mo के लिए आप सेटिंग एंगल को ठीक कर सकते हैं आप यह भी जानते हैं कि जब आप 𝐶mo की चर्चा कर रहे हैं यहांँ 𝐶mo मूलतः 𝐶mo tail से आ सकता है 𝐶mo wing और 𝐶mo fuselage बहुत छोटे हैं इसलिए सूचना यही है कि 𝐶mo टेल सेटिंग एंगल से ही मिलता है आपको 𝐶mo धनात्मक विंग से भी मिल सकता है मेरे पास है एक कैंबर्ड एयरफॉयल विंग और जो मैं करता हूँ कि यह वायु यान का CG है मैं सुनिश्चित करता हूँ कि विंग का ac CG के पहले है क्योंकि यह एक कैंबर्ड एयरफॉयल है इसलिए कुछ ऋणात्मक मोमेंट Cmac wing होगी इसलिए मैं 𝐶mo wing को धनात्मक रखना चाहता हूँ हम देखते हैं कि अल्फा के 0 के बराबर होने पर और कैंबर्ड एयरफॉयल के होने के कारण एक CL0 होगा जो यहांँ लगेगा और CL0 CG और ac के बीच की इस दूरी में होगा जो है x bar जिसे आयाम रहित मीन एयरोडायनेमिक कार्ड से आयाम रहित बनाया गया है इस तरह यह मुझे अतिरिक्त 𝐶mo जो विंग से आ रहा है तो संदेश यह है कि अगर आप केवल टेल सेटिंग एंगल को वांछित 𝐶mo पाने के लिए उपयोग करेंगे टोटल सेटिंग एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा यह हमेशा सलाह दी जाती है कि जब आप केम्बरड एयरफॉयल व्यवहार कर रहे हैं तो विंग के ac वायुयान के CG से थोड़ा आगे रखें ताकि आप Cmac के ऋण आत्मक प्रभाव को टेल सेटिंग और ac स्थिति को मिलाकर संभाल सकें स्टेबिलिटी कंट्रोल में हम जानते हैं पर चर्चा को पूर्ण करने के लिए मैंने सोचा मैं यह बताऊंँगा पर क्योंकि आज हम और हॉरिजॉन्टल टेल पर केंद्रित हैं हमारा ध्यान टेल सेटिंग एंगल पर ज्यादा केंद्रित है जो ऋणआत्मक ही होना चाहिए जिससे 𝐶mo धनात्मक हो इसलिए हम पाते हैं कि अधिकतर वायुयान में टेल सेटिंग एंगल ऋण आत्मक है और वास्तव में टेल सेटिंग एंगल को आप गंतव्य उड़ान व्यवस्था के अनुसार समायोजित कर सकते हैं इसी प्रकार आपके पास वर्टिकल टेल है और सवाल हमेशा यह पैदा होता है कि इसकी ऊँचाई कितनी होगी टेल का आकार क्या होगा ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हम एक पद टेल वॉल्यूम का व्यवहार करते हैं हॉरिजॉन्टल टेल वॉल्यूम रेशियो और साथ ही 05 से 08 तक एक प्रारंभिक संख्या लेकर आप की शुरुआत अच्छी है इन सभी बातों पर हम विस्तृत डिज़ाइन के समय आएँगे पर मैंने सोचा अभी इसकी चर्चा कर दूंँ वर्टिकल टेल के लिए भी आप एक प्रकार का अनुपात लेंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे एकमात्र अंतर यह है कि मैं देखता हूँ कि टेल वॉल्यूम VH VHStltSwc यह विशेष मान मानते हैं 05 जबकि मैं वर्टिकल टेल वॉल्यूम के लिए संख्या देखता हूँ VvSvlvSwc lv है वर्टिकल टेल के एयरोडायनेमिक सेंटर का CG से स्थान यह लगभग समान है SW समान है अंतर है बड़ा अंतर है 𝑐̅ और b b बहुत बड़ा है अर्थात बी आयताकार विंग के एस्पेक्ट रेश्यो का c गुना है इस तरह आप पाएंँगे कि वर्टिकल टेल वॉल्यूम एक संख्या के रूप में टेल वॉल्यूम रेश्यो से बहुत कम है मूल रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि Vv का नॉन डायमेंशनलाइजेशन कर दिया गया है ना कि 𝑐̅ से इसलिए यह सोचें कि अगर संख्या 02 03 है और हम लोग बात कर रहे हैं वर्टीकल फिन को अधिक महत्व नहीं दे रहे हैं यह मात्र दर्शाता है कि हम किस प्रकार इसका नॉन डायमेंशनलाइजेशन कर रहे हैं जो कि डिज़ाइनर के लिए महत्वपूर्ण है अब सवाल यह है कि अगर इस वर्टिकल फिन को बढ़ाने से क्या समस्याएंँ होंगी आप जानते हैं कि वर्टिकल फिन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के साथ लेटरल स्टेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान करती है आप नहीं चाहते हैं कि वर्टिकल टेल को बढ़ाने से ज्यादा संवेदनशील हो जाए तब अगर यह दिशा के प्रति अत्यधिक स्थिर हो जाती है तो हवा के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है इस प्रकार की बढ़त को आप पसंद नहीं करते साथ ही हम एक बिंदु जो हम सामान्यता हैं भूल जाते हैं यह समझें कि मैं वर्टिकल साइज बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम डर गए हैं तब वास्तव में मैं वर्टिकल टेल या वर्टिकल फिन से होने वाले ड्रैग को बढ़ा रहा हूँ मैं इसे और भी बड़ा कर रहा हूँ CG यहांँ कहीं होगा और यह एक नोज अप मोमेंट देगा इसलिए अगर आपके पास अनावश्यक रूप से बड़ा वर्टिकल फिन है तब जैसे ही आप गति बढ़ाने का प्रयास करते हैं आपकी पिक अप की प्रवृत्ति हो जाती है इसलिए सावधान रहने की जरूरत है जब आप सुक्ष्म डिजाइन या सुक्ष्म मूल्यांकन कर रहे हैं इस स्तर पर यह बातें आपके दिमाग में साफ होनी चाहिए वर्टिकल टेल के बारे में एक दूसरा भाग जो आप को देखना है कि वर्टिकल टेल का एंड प्लेट इफेक्ट होता है जो हॉरिजॉन्टल टेल के समान नहीं है जिसके दोनों से वायुमंडल में खुले हैं इसलिए किताबें पढ़ें और आप नहीं जानते कि मुझे वर्टिकल टेल स्पेन प्रारंभिक संख्या लेनी चाहिए तो वर्टिकल फिन या वर्टिकल टेल स्पेन एक हॉरिजॉन्टल टेल का 18 गुना होता है उदाहरण स्वरूप अगर आपको ऐसी हॉरिजॉन्टल टेल चाहिए तो इसके क्षेत्रफल को 13 या 15 से गुना करें और वर्टिकल फिन के लिए एक अच्छा अनुमान मिल जाएगा हम इसी विषय पर बात करेंगे यह आपको यह विचार देना कि कैसे वैचारिक रेखांकन को देखें और उसके बारे में सोचें जब मैं वर्टिकल टेल की चर्चा कर रहा हूँ यह वर्टिकल टेल है और यह है रडर रडर की मुख्य भूमिका है इच्छित मार्ग से हटने को विमान का नियंत्रण धुरी पर घूमने का नियंत्रण और अति महत्वपूर्ण है वायुयान के स्टॉल में जाने पर और एलेरोन के प्रभावहीन होने पर स्पिन को व्यवस्थित करना आप अनुभव करें कि ट्विन इंजन वायुयान का जिसका एक इंजन यहांँ और दूसरा इंजन यहांँ है कोई एक इंजन फेल कर जाने पर यह तुरंत अपने मार्ग से भटकता है इस अवस्था के लिए रडर काफी बलशाली होना चाहिए जिससे यह इंजन शक्ति की विषमता से पैदा हुई मार्ग से हटने की मोमेंट का सामना कर सके अधिकतर ट्विन इंजन वायुयान के डिज़ाइन में रडर को बलशाली रखा जाता है जिससे किसी इंजन के खराब होने से पैदा शक्ति विषमता का सामना किया जा सके और स्पिन होने पर उसे व्यवस्थित किया जा सके आधुनिक विमानों में डबल हिंज रडर मिलते हैं जिससे उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है अगर मैं टॉप व्यू चयन करता हूँ तो आप पाएंँगे 2 स्थान संभवत है 30 या 50 55 स्थितियाँ जहांँ रडर का संचालन किया जा सकता है इससे रडर की नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है रडर की नियंत्रण क्षमता बढ़ाने का दूसरा तरीका है चलायमान टेल द्वारा यहांँ संपूर्ण वर्टिकल टेल घूम सकती है और संपूर्ण हॉरिजॉन्टल टेल घूम कर अधिक एलीवेटर शक्ति देती है अगर आप विभिन्न उद्भवों को देखें तो आप पाएंँगे कि डबल हिन्ज रडर पर काफी काम किया गया है मैं जोर देकर जैसा कि मैं सारे भाषणों में करता रहा हूँ गूगल करने की अनुशंसा करता हूँ गूगल करें और देखें उन्होंने कैसे विमान डिजाइन किए हैं लेख पढ़ें अन्वेषण लेख पढ़ें कितने प्रतिशत वह कैसे परिणाम निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा या बदसूरत अभी मैं हॉरिजॉन्टल टेल और वर्टिकल टेल के स्पर्श में था पारंपरिक विमानों के संदर्भ में पर जैसे मैंने वादा किया था हम T टेल और T टेल के कुछ गुणों की चर्चा करेंगे विशेषतः हॉरिजॉन्टल टेल इत्यादि कैंबर्ड नहीं होती है यह सिमिट्रिक होती है आप देखेंगे क्यों आपको T टेल चाहिए इसका एक कारण था कि उसके कोण से जरा बड़े कोण पर वेक पैदा होती है विंग वेक वहांँ होगी और अगर हॉरिजॉन्टल टेल ऊपरी भाग में है तो इसके विंग से हो रही वेक के मध्य में आने की संभावना है और इससे हॉरिजॉन्टल टेल की प्रभाविता कम होती है पहले ही आप ने पाया कि अगर आप उसको केंद्र पर रखते हैं तो बहुत अच्छा है पर दोगुना निश्चित होने के लिए कि हाई एंगल ऑफ अटैक जो उड़ान शुरू करने और लैंडिंग के समय होगा यह संभव है कि आपने इस विंग को यहांँ से दूसरी जगह हटा दिया है टेल को यहांँ से यहांँ और आप यह दावा कर रहे हैं कि यह प्रॉप वाश या विग वेक में नहीं आ रहा ठीक है तब मैं T टेल से संतुष्ट हूँ पर जब आप उच्चतर कोण पर जाते हैं तो क्या होगा वेक इस दिशा में जाएगी और उस समय क्या हुआ T टेल की प्रभावकता हाई एंगल ऑफ़ अटैक पर कम हो जाएगी अर्थात पहले T टेल पर जो भी लिफ्ट बल बन रहा था अब Lt कम हो रहा है वहांँ पर्याप्त लिफ्ट बल नहीं होगा वायुयान नियंत्रण के लिए वायुयान पिच अप का प्रयास करेगा इसलिए T टेल के लिए जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं आप सुनिश्चित करें कि हाई एंगल ऑफ अटैक के लिए यह पिच अप नहीं करेगा T टेल के साथ यह एक गंभीर समस्या है और अत्यंत सावधानी चाहिए संपूर्ण विंड टनल परीक्षण करें और देखें किस प्रकार की स्थिति किस प्रकार हाई एंगल ऑफ अटैक पर पिच अप पर क्या प्रभाव डालती है इसके साथ आप अनुभव करेंगे वर्टिकल टेल हॉरिजॉन्टल टेल का भी भार वाहन कर रही है इसलिए इसका अधिक सुदृढ़ होना आवश्यक है यहांँ भार की समस्या आती है आपके पास आयाम रहित भार की समस्या है क्योंकि वर्टिकल टेल हॉरिजॉन्टल टेल के सारे भार और दबाव आदि वहन कर रही है इसे सुदृढ़ करना होगा जिससे भार बढ़ेगा तो यह सिक्के का दूसरा पहलू है डिज़ाइनर के रूप में आपको देखना है कि एक और एक जोड़कर आपका इच्छित परिणाम कैसे मिलेगा साधारणतः वर्टिकल टेल मोटी होती है सरल कारण है कि पथ प्रदर्शक रेडियो ट्रांसड्यूसर एंटेना इत्यादि यहीं पर स्थित है डिज़ाइनर को उपलब्ध स्थान का सदुपयोग करना है वायुयान डिज़ाइनर के लिए लेआउट डिज़ाइनर हमेशा स्थान खोजता रहता है जहांँ भी जो भी जगह मिलती है वह बताता है कि इस जगह क्या रखना है और फ्लाइट मैकेनिक्स के लोग कहेंगे यहांँ पर ना रखें इससे गुरुत्व केंद्र स्थानांतरित हो जाएगा इस तरह आंतरिक डिज़ाइनर उड़ान यांत्रिकी डिज़ाइनर वायु गतिकीय विशेषज्ञ आपस में विचार विमर्श करते हैं डिज़ाइनर कभी उनकी सहमति से तो कभी स्व निर्णय से गुणों का निश्चय कर अंतिम उद्देश्य जो है मिशन की जरूरत है प्राप्त करता है Refer Slide Time 2604 आपने देखी होगी विमान की एंपन्नागे यानी वह भाग जहांँ वर्टिकल फिन इत्यादि स्थित रहती हैं यह कुछ ऐसी दिखती है हम उसको डोर्सल फिन कहते हैं यह मूलतः स्ट्रेक हैं और मूल रूप से ऐरोडीनमिक्स की भाषा में स्ट्रेकस हैं स्ट्रेकस क्या हैं उनका क्या काम है उनका काम है वोर्टेक्स बनाना जिससे लिफ्टिंग सामर्थ्य बढ़ता है उदाहरण स्वरूप यह विंग है और यह लीडिंग एज है निश्चित कोण के बाद अगर मैं कहूँ यह एक लीडिंग एज है और यह स्टॉल है उस विशेष कोण पर अगर मैं यहांँ एक शार्प स्ट्रेक लगा देता हूँ तो यह वोर्टेक्स बनाएगा जिस से अलग होना ठहर कर होगा और लिफ्टिंग सामर्थ्य बढ़ जाएगा मूलतः सभी स्त्रैक्स वोर्टेक्स बनाकर यही करते हैं जिनसे प्रवाह के ऊर्जा संवर्धित होती है और बदले में वायुयान के लिए वांछित और सक्षम एयरोडायनेमिक्स प्राप्त होता है Refer Slide Time 2733 यह डोर्सल फिन है जो मुख्य रूप से साइड स्लिप को ध्यान में रखकर चाहिए होता है माने की वायुयान का किसी कारण वश हाई साइड स्लिप हो जाता है हो सकता है यह घूमने लगता है मैं देखता हूँ साइड स्लिप बहुत तेज और उस क्षण साइड स्लिप का कोण मान ले यह 15 डिग्री से अधिक है और सभी संभावनाएँ हैं कि वर्टिकल फिन स्टॉल कर जाएगा अगर वर्टिकल फिन स्टॉल करता है तो रडर भी नियंत्रण के लिए अप्रभावी हो जाएगा इसलिए डोर्सल फिन जानबूझकर यहांँ लगाया जाता है क्योंकि डोर्सल फिन एक स्ट्रेक की तरह है जिससे वोर्टेक्स बनता है जो वर्टिकल टेल से टकराता है और अधिक अतिरिक्त ऊर्जा देता है जिससे यहांँ का स्टाल विलंबित हो और प्रभाव और बढ़ जाए डोर्सल फिन का यह मूल कार्य है बहुत काम इस पर किया जा रहा है की यह कोण कितना होना चाहिए और लंबाई क्या होनी चाहिए यह आपके अनुसंधान का विषय है और बहुत सारा डाटा उपलब्ध है पर एक डिजाइनर वर्तमान वायुयान से संकेत लेता है और विंड टनल टेस्टिंग के समय तीन चार ऐसे डोर्सल फिन संरचनाओं को जाँचता है जिससे उसे अपने अभियान के लिए वांछित और समुचित डोर्सल फिन मिले या आप देख रहे हैं वेंट्रल फिन डोर्सल फिन की तरह एक स्त्रैक्स है जो उच्च α β संयोजनों पर वोर्टेक्स बनाते हैं जिनसे विमान की डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को सुधारा जा सकता है इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब वायुयान की स्थिरता और नियंत्रण के डिज़ाइन में प्रगति करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आप जान गए हैं कि डोर्सल फिन क्या है वेंट्रल फिन क्या है यह मूल रूप से यह सभी स्ट्रेकस है Refer Slide Time 2953 इसी तरह आप फ्यूजेलाज पर भी स्ट्रेक पाएंँगे आप पूछेंगे यहांँ स्ट्रेक क्यों हैं आप देखें यहांँ से वायु प्रवाह विमान के सभी भागों में जाते समय मंद होता है और ऊर्जा कम होती है यह स्ट्रेक वोर्टेक्स बनाते हैं जो प्रवाह को ऊर्जा देते हैं यह छोटी छोटी वस्तुएँ हैं पर इनका वात सुरंग में मापांकन किया गया है और एक सरल कारण के लिए कि मूलतः यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतर डिज़ाइन में सहायक होंगे इस बारे में हम चर्चा करेंगे जैसे हम डिज़ाइन कैसे करें में आगे बढ़ते हैं यहांँ पर हमें इनसे परिचित होने की आवश्यकता है अंत में टेल व्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करें आप देखें कि स्पिन रिकवरी जब विमान स्पिन में जाता है तो स्टॉल होता है इसकी बड़ी उर्ध्व गति होती है और विशेषतः यह ऐसे भी घूमेगा यह सारे संयोजन के चरित्र हैं आपके वैचारिक रेखांकन के प्रारंभ में सुनिश्चित करने के लिए कि विमान स्पिन से बाहर आने में समर्थ हो या उसकी स्पिन रिकवरी योग्यता हो और वायु यान का एम्पेनाज है और अगर हॉरिजॉन्टल टेल यहांँ है और यह वर्टिकल टेल है जो आपने डिज़ाइन करी है आप देख सकते थे कि हाई एंगल ऑफ़ अटैक पर ही हम क्यों हम स्पिन की बात कर रहे हैं जबकि यहाँ स्टॉल हो गया है थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहांँ रडर मिलेगा और सारा भाग वेक के द्वारा ढक लिया जाएगा और रडर प्रभावहीन हो जाएगा यह भी संभव है कि अगर यह एम्पेनाज है और अगर आपने टेल का सावधानीपूर्वक डिज़ाइन नहीं किया है और यह यहांँ है और हर चीज हाई एंगल ऑफ़ अटैक पर विंग वेक में आ जाएगी यह बहुत भयंकर परिस्थिति है यहांँ रडर का कुछ भाग ही उपलब्ध है सामान्य ऐसा किया जाता है या बेहतर है कि आप रडर को यहांँ लगाएँ और हॉरिजॉन्टल टेल को इससे थोड़ा आगे लायें आपके ऐसा करने से क्या होगा रडर का अधिकांश भाग कम प्रभावी होगा और इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा करना यह है कि यह प्रयोग सिद्ध है हम लगभग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और यहांँ पर 30 डिग्री का हमने रडर की स्थिति यहांँ रखी है देखें कितना भाग ढक जाता है या वेक में आ जाता है अगर आप के रडर का 75 भाग वेक से बाहर है तो आप को प्रसन्न होना चाहिए अब उनकी बात करें जो टी टेल के लिए स्वयं को पेश करते हैं वह कहते हैं कि यह एक विशेष टेल है और रडर यहांँ है इसलिए रडर हॉरिजॉन्टल टेल की वेक से जरा भी प्रभावित नहीं होता वे दलील देते हैं कि टी टेल क्यों बेहतर है पर आपको टी टेल के बारे में यह जानना है कि इसकी एक निहित प्रवृत्ति है हाई एंगल ऑफ़ अटैक पर पिच अप करने की एक और अभियान टी टेल के पक्ष में है एंड प्लेट इफ़ेक्ट के कारण यह वर्टिकल टेल है और एंड प्लेट प्रभाव आप जानते हैं अगर यह विंग है क्षमा करें और आप यहांँ कहीं रखते हैं तो मैं विंग को द्वि आयामी बना रहा हूँ क्योंकि प्रवाह नीचे से ऊपर नहीं आने दिया जाता है और प्रभावी रूप से एस्पेक्ट रेश्यो बढ़ रहा है हम कहते हैं एंड प्लेट प्रभाव से वास्तव में विंग या फिन की प्रभावशीलता बढ़ती है ऐसा करने से वास्तव में उस हॉरिजॉन्टल टेल को एंड प्लेट प्रभाव मिलता है और यह अधिक योग्य हो जाता है इसलिए इसके आकार का माप भी उतना बड़ा नहीं चाहिए होगा जितना कि एंड प्लेट नहीं होने पर होता है इसी तरह वर्टिकल को भी एंड प्लेट प्रभाव का लाभ दे सकते हैं और बदले में वर्टिकल टेल भी अधिक प्रभावी बन जाती है तब मैं वर्टिकल टेल का आकार भी छोटा कर सकता हूँ जिससे वजन भी कम हो जाएगा अतः तर्क क्या है हम कहते हैं क्योंकि वर्टिकल टेल को विंग का भार लेना है इसलिए उसे सुदृढ़ करना है वाद विवाद का तर्क यह है क्योंकि एंड प्लेट प्रभाव से अब यह ज्यादा प्रभावी हो गई है इसलिए छोटे आकर के साथ भी काम चला सकते हैं इससे ड्रैग भी कम होगा और अधिक जगह का प्रयोग हम रेडियो एंटीना इत्यादि रखने के लिए कर सकते हैं इसलिए क्यों नहीं मैं टी टेल के पक्ष में जाऊँ जबकि पिच अप को मैं संभाल सकता हूँ ऐसे वाद विवाद चलता रहता है इसके बावजूद टी टेल हमेशा सुंदर लगती है युवाओं को टी टेल पसंद है पर आप कोई भी शैली पसंद कर सकते हैं यह जानकर यह सस्ती है कि यह नहीं मैं समझता हूँ मैंने वायु यान के विंग और टेल की विशेषताओं पर दृष्टि पात किया है और लगता है कि वैचारिक रेखांकन आरंभ करने के लिए काफी कुछ हो गया है